हैलो मैं एक और बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसे संबंध बनाना बिल्डिंग रिलेशनशिप Building Relationships कहा जाता है अपने पिछले व्याख्यान में मैं संचार संबंध के बारे में जोर दे रहा था अब सवाल यह है कि संबंध कैसे बनाएं क्या यह भी किसी प्रकार का कौशल है और हमारा संचार व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रिश्तों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे जीवन में संबंध बहुत मायने रखता है अगर आप अपने सहकर्मियों के साथ हमारे परिवार में अच्छे संबंध बना रहे हैं तो हमारे दोस्तों के साथ जीवन बहुत ही दिलचस्प होगा लेकिन जिन लोगों के दूसरों के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं वे सुबह से शाम तक बहुत सारी समस्या का सामना करते हैं वे सिर्फ शिकायत करते रहते हैं एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और सिस्टम को कोसते हैं लोगों को कोसते हैं इसलिए हमारे जीवन में रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हम संबंध कैसे बना सकते हैं शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है अब आप में से कुछ कह सकते हैं कि क्यों नहीं आप जानते हैं कि हमारे परिवार में अंतरंग संबंध हैं उदाहरण के लिए माँ और बच्चे पिता और पुत्र बेटी और माँ परिवार के सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं वे बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं वे बहुत अंतरंग संबंध रखते हैं लेकिन कृपया याद रखें जब मैं कहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिश्ता पत्नी और पति भाई बहनों पिता और बेटे मां और बेटी के बीच भी बहुत अंतरंग संबंध हो सकता है समय आ सकता है कि हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आये कि हमें समस्या हो हम संघर्ष कर रहे हैं यह हमारी मानवीय प्रकृति है व्यवहार यह कभी कभी कुछ बहुत ही जटिल होता है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे निकट संबंध में भी क्या होता है इसे समझने में समय लगता है हमने देखा है की बहुत करीबी दोस्त होने के बावजूद भी एक ठीक सुबह हम पाते हैं कि कुछ हुआ है और उन्होंने उस रिश्ते को तोड़ दिया वे बात नहीं कर रहे हैं जबकि पिछले कई वर्षों से वे बहुत करीब थे पत्नी और पति झगड़ते हुए लड़ते हुए हमने बेटे और मां को भी झगड़ते हुए देखा है यहां तक कि पिता और बेटे बेटी और एक मां को भी उनके बीच मुद्दे हैं वे एक दूसरे से कुछ समय बात नहीं करते हैं और यहां तक कि कुछ समय की स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि संपत्ति की समस्या या कई अन्य मुद्दों के कारण लोग अदालत में भी चले जाते हैं हमने बेटे और मां बेटी और मां पिता और बेटे को भी देखा है वे अदालत में जाते हैं और यहाँ यह कुछ ऐसा है जो कह सकता है कि ये कई अंतरंग संबंध बहुत करीबी रिश्ते हैं यह संबंध हमारी मशीन जैसे हैं उदाहरण के लिए हम कुछ नए गैजेट खरीदते हैं जैसे कंप्यूटर या मोबाइल फोन हमे समय समय पर इसके रखरखाव की आवश्यकता होती है अन्यथा यह ठीक से काम नहीं करेगा कुछ समय बाद कुछ समस्या देगा इसलिए यदि आप इसे टालते हैं तो यह केवल कई समस्याओं को जनम देगा और हम काम करने में सक्षम नहीं होंगे इसी तरह रिश्ते को समय समय पर रखरखाव की आवश्यकता होती है और हम यह कैसे बनाए रख सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हमारे रिश्ते को आजीवन के लिए लंबी अवधि के लिए चलना चाहिए तो क्या यह अंतरंग है या अन्यथा औपचारिक संबंध हमें रखरखाव करना है और वो क्या है हमारे संचार व्यवहार के समय के माध्यम से हमारे नए रिश्ते में बातचीत अथवा नवीनीकरण भी आवश्यक है उपहार देना एक निश्चित अवसर पर एक दूसरे को बधाई देना जैसे जन्मदिन शादी समारोह अत्यादि है हमें इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि हम केवल इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि जो भी रिश्ता है वह लोग समझेंगे और यह हमेशा जारी रहेगा यह बहुत महत्वपूर्ण है और रखरखाव की इस प्रक्रिया में हमारे संचार व्यवहार को निश्चित रूप से बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कृपया याद रखें कि हम अपने संचार व्यवहार के माध्यम से संबंध बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं संबंध बनाने में कई साल लग जाते हैं लेकिन रिश्ते टूटने में कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनट लगते हैं आपने सिर्फ कुछ शब्दों का उच्चारण किया है और आप देखते हैं कि वह व्यक्ति जो आखिरी क्षण तक हमारे लिए बहुत अच्छा था वह बहुत क्रोधित हो जाता है इसलिए संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मुझे आगे शुरू करना चाहिए कि रिश्ते क्यों चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी संबंध में रहूं या संभव है कि उसका कोई रिश्ता नहीं है कोई कह सकता है कि मैं जंगल में जा रहा हूं मैं अकेला रहूंगा मैं किसी भी इंसान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूं लेकिन आप देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो घरेलू जानवरों के साथ संबंध विकसित करते हैं यहां तक कि प्रकृति के साथ फूलों के साथ पेड़ों के साथ प्राकृतिक सुंदरता के साथ भी उनका सम्बन्ध होता है इस तरह का रिश्ता भी होता है जिसमें वे आनंद लेते हैं ऐसे लोग हैं जो पालतू जानवरों के साथ अधिक आनंद लेते हैं मनुष्य की तुलना में बिल्लियों और कुत्तों के साथ लेकिन यह भी संबंध है वे बहुत प्यार और स्नेह विकसित करते हैं हमने देखा है कि ऐसे लोग हैं जो घरेलू जानवर जैसे कुत्ते के साथ ज्यादातर समय बिता रहे हैं क्योंकि वे उनके साथ प्यार का रिश्ता विकसित करते हैं इसलिए हम संबंध के बिना जीवित नहीं रह सकते रिश्ते हमारे अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है कई बार हमें केवल अस्तित्व के लिए रिश्ते की आवश्यकता होती है ये हमारे जीवन की आवश्यकता है भोजन पानी और आश्रय हैं और इसके लिए भी स्थिति की मांग है अगर कोई भूखा पेट है और यदि आप ज्ञान दे रहे हैं या बहुत उच्च दर्शन की बात कर रहे हैं तो वह सुनने वाला नहीं है इसलिए जीवित रहने की स्थिति के कारण हम लोगों से मांग करते हैं कि जहां से हम जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त कर सकते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे वहां विकास करना है हमें संबंध विकसित करना है हमने देखा है कि जब लोग प्राकृतिक आपदा और समस्याओं में होते हैं यहाँ तक कि वे लोग जो बहुत समृद्ध या अच्छी तरह से स्थापित परिवार के होते हैं लेकिन बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में वे अपना सब कुछ खो देते हैं और फिर उन्हें सरकार की ओर से या कुछ स्वैच्छिक संगठन भोजन भेजते है कैसे लोग खाद्य पदार्थों के छोटे पैकेट के साथ एक दूसरे से लड़ते भी हैं ये आवश्यकताएं हैं अगर कोई व्यक्ति भूखा है अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो वह इन सभी शिष्टाचार को भूल जाएंगे और बस जीवित रहना चाहेंगे हर किसी के लिए जीवन बहुत कीमती है इसलिए भोजन पानी और आश्रय ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं और इसके लिए भी हम संबंध बनाना चाहते हैं संबंध विकसित करना चाहते हैं फिर सुरक्षा का मुद्दा आता है सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें एक रिश्ते की आवश्यकता है अंत में व्यक्ति अधिक मानवीय संपर्क चाहते हैं स्वभावतः हम इंसान अन्य मनुष्यों के साथ अधिक संपर्क रखना चाहते हैं यह हमारी प्रकृति है हमने देखा है कि लोग उन लोगों के साथ जाना और बात करना पसंद करेंगे जिनके साथ वे बात करना चाहते हैं इसलिए अधिकांश लोग लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं जाते हैं और निश्चित रूप से बात करते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपवाद हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि उनके पास देखने का कोई और तरीका है यहां तक कि कोई भी इस हद तक जा सकता है कुछ लोग हैं जो इस भौतिक जीवन सांसारिक जीवन से अलग होने की कोशिश करते हैं और वे भगवान के साथ संबंध विकसित करने की कोशिश करते हैं यह सब एक साथ आध्यात्मिक दुनिया है यह एक कह सकता है और वहां वे आनंद प्राप्त करते हैं लेकिन यह हमारे मानव जीवन में बहुत आवश्यक है इसलिए जब हम संबंध विकसित करना चाहते हैं तो संचारकों के लिए कुछ खास टिप्स हैं रिश्ता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऐसे कई लक्षण हैं जो रिश्तों को परिभाषित करने में मदद करते हैं और रिश्ते हमारे व्यवहार हमारे लक्ष्यों और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं रिश्तों का निर्माण हमारे संचार पैटर्न पर निर्भर करता है जिस तरह के दोस्त हमारे जीवन में होते हैं जो हमारे दृष्टिकोण हमारे व्यवहार जीवन की मूल्य प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बस मुझे बताएं कि आपके किस तरह के दोस्त हैं मैं आपके भविष्य के बारे में बताऊंगा आपके चरित्र के बारे में आपके व्यवहार के बारे में भी बता सकता हूँ हमारे दोस्त बहुत मायने रखते हैं जरूरत में जो दोस्त काम आता है वही सच्चा दोस्त है कई बार शायद हमारे माता पिता या हमारे परिवार के सदस्य कुछ खास चीजों के लिए मदद नहीं करते हैं लेकिन हमारे करीबी दोस्त करते हैं इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग अपने जीवन में भाग्यशाली हैं उनके पास वास्तव में 2 3 अच्छे या सच्चे दोस्त होते हैं जो वास्तव में हमारी मदद करने के लिए हर समय तैयार हैं भले ही आपने कुछ गलतियां की हों वे आपके साथ खड़े रहेंगे और भागेंगे नहीं इस तरह के दोस्तों की वास्तव में हमें जरूरत है हम अपनी समस्याओं को हर किसी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप वास्तव में एक अच्छे दोस्त हैं तो आप उनके साथ अपनी बातें स्वयं साझा कर सकते हियँ और यह एक वरदान है यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है और यदि हम लंबे समय तक हमारे भीतर बने रहने की कोशिश कर रहे हैं तो यह हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या मानसिक समस्या को पैदा करता है लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी बात सुन सकता है तो बस उस को साझा करने से हमें राहत मिलती है तो किसी को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कुछ दोस्तों के बीच संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए एक के पास असली दोस्त होने चाहिए और ये दोस्त वास्तव में हमारे बुरे समय में बहुत मदद करते हैं अब जैसा कि मैं रिश्ते की विशेषता उल्लेख कर रहा था रिश्ते लोगों को ढालते हैं मेरे दोस्त किस तरह के हैं यह मेरे व्यवहार मेरे चरित्र जिस तरह से मैं दूसरों के साथ मेरे संचार व्यवहार के साथ बात करता हूं को ढालता है रिश्ते मानवीय समस्याओं के अधीन हैं जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि जब भी हमें कोई समस्या होती है तो हम एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जहां मुझे कुछ समाधान मिल सकता है और इसीलिए दूसरों के साथ संबंध बनाना भी आवश्यक हो जाता है रिश्ता कभी कभी अपने आप भी बन जाता है लेकिन कई बार हमें दूसरों के साथ संबंध बनाना पड़ता है अब अगर मैं कहता हूं कि रिश्ते प्रकृति में क्षणभंगुर हैं जैसा कि मैं कहता हूं कि कोई भी संबंध स्थायी नहीं है एक प्रक्रिया है हमारी समझ के लिए आप देख सकते हैं कि कोई भी रिश्ता 4 चरण का होता हैं जैसे की पासिंग काजुअल मॉडरेट डीप अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा पासिंग रिलेशनशिप के कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं मान लें कि हम ट्रेन को पकड़ रहे हैं और हर बार मुझे लगता है कि एक व्यक्ति वह भी एक ही समय में ट्रेन पकड़ता है और उसके बाद कुछ समय ऐसा होता है क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत बार देखते हैं हालांकि हमने एक दूसरे के साथ बात नहीं की है लेकिन दूर से जब हम उसे देखते हैं तो मानसिक रूप से कभी कभी हम मुस्कुराते हैं या मानसिक रूप से हम किसी तरह का संबंध विकसित करते हैं जैसे की 'ओह मैं हर दिन एक ही ट्रेन से जा रहा हूं वह भी एक ही समय एक ही ट्रेन से जाता है' इसलिए हम किसी प्रकार के संबंध को विकसित करते हैं इसे आप कुछ पासिंग रिलेशनशिपके नाम से जानते हैं हमने कभी बातचीत नहीं की है लेकिन मानसिक रूप से हमने कुछ प्रकार के संबंध विकसित किए हैं और कुछ अन्य उदाहरण यह हो सकते हैं कि कुछ लोग कभी कभी किसी जगह पर जाते समय काल्पनिक दुनिया में होते हैं और उन्हें कुछ सुंदर चेहरे मिलते हैं और वे मानसिक रूप से किसी प्रकार का संबंध विकसित करते हैं तो यह रिलेशनशिप हैं फिर काजुअल रिलेशनशिप आता है कभी कभी आप पिकनिक या कुछ स्थानों पर जा रहे हैं और आकस्मिक रूप से हम किसी से मिलते हैं ट्रेन में हो सकते हैं हवाई अड्डे पर हो सकते हैं और बस हाय हैलो कह सकते हैं और नाम पूछते हैं और यह की आप कहां जा रहे हैं मान लीजिए मैं ट्रेन में हूं तो वह व्यक्ति बैठा है और मैं पूछता हूं कि आप कहां जा रहे हैं यदि वह कहता है कि मैं मुंबई जा रहा हूं तो मैं कहता हूं ओह मैं भी मुंबई जा रहा हूं इसलिए हम किसी तरह का काजुअल रिलेशनशिप विकसित करते हैं और फिर कुछ और बातचीत होती है और इसका सीधा सा मतलब है हम एक दूसरे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं लेकिन लापरवाही से ऐसा होता है कि एक बार यह यात्रा पूरी हो जाती है कि हम इस संबंध को भूल जाते हैं हमारे व्यावसायिक जीवन में हम किसी न किसी तरह के मॉडरेट संबंध रखते हैं हम संगोष्ठियों सम्मेलनों में बैठकों में भाग लेते हैं हमारे सहकर्मी हैं और फिर हम सामाजिक मेलजोल कर रहे हैं यह बहुत उदार रिश्ता है सभी उद्देश्यों के लिए हम बहुत सारी औपचारिकताएँ निभा रहे हैं यह भी पूछ रहे हैं कि वह कैसा है क्या बातें हो रही हैं परिवार के सदस्य कैसे हैं जब आप छुट्टी पर जा रहे हैं छुट्टी में क्या कर रहे हैं जैसे कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं इसलिए इसे मध्यम संबंध कहा जाता है और फिर एक रिश्ता मंच है जिसे गहरा रिश्ता कहा जाता है अब गहरा रिश्ता गहरा रिश्ता क्या है जैसे पत्नी और एक पति और परिवार के सदस्य भाई बहन पिता और पुत्र ये बहुत करीबी रिश्ते गहरे रिश्ते और अंतरंग संबंध हैं अब हमें यह समझना होगा कि चीजें कैसे हो रही हैं कई बार यह बहुत संभव है कि यह पासिंग रिलेशनशिप आपकी दिलचस्पी की वजह से काजुअल रिश्ते में परिवर्तित हो जाये और फिरकाजुअल संबंध मॉडरेट रिश्ते में जा सकते हैं और समय आने पर दोनों साथी दोनों सदस्य एक दूसरे को पसंद कर रहे हों जिसे गहरे रिश्ते में परिवर्तित किया जा सके कई बार लोग करीब आते हैं या शादीशुदा हो जाते हैं लेकिन फिर से यह भी महत्वपूर्ण है कि जब लोग संघर्ष के कारण समस्या के कारण गहरे संबंध बना रहे हों क्योंकि समस्या और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा हैं हम भाग नहीं सकते हमारा व्यवहार बहुत जटिल है हम बहुत खुश हो जाते हैं हम बहुत दुखी हो जाते हैं हम पसंद करते हैं हम नापसंद करते हैं हमारे बीच मतभेद हैं इसलिए हमारी कई समस्याओं के कारण हमारे जीवन में ऐसा होता है कि समय के साथ यह गहरा रिश्ता मध्यम में परिवर्तित हो जाता है और मध्यम से स्थिति आती है समय आता है कि यह और नीचे जाए और यह आकस्मिक हो जाए और फिर समाप्त हो जाए बस गुजरने का मतलब है कल तक के लोग वे बहुत करीबी रिश्ता बना रहे थे अब वे बात नहीं कर रहे हैं वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं उन्हें बहुत नफरत है वे एक दूसरे से नफरत करते हैं इसलिए यह चीजें हैं हमारे जीवन में होती है अब इस प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है इस प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण है कि हमें अपने संबंधों के बारे में बहुत जागरूक होना चाहिए अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि जो भी संबंध हमारे पास है वह लंबे समय तक जारी रहे और अधिक समस्या न हो तो मैं उल्लेख करना चाहुगा की हमें बहुत सतर्क रहना होगा जिसे हमें समय समय पर बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन हम उस बात को कभी नहीं भूलते हैं जिसमें हमने आप में से बहुतों को प्यार और स्नेह और रुचि के बारे में जाना था क्या आवश्यक है कि वास्तव में यदि आप चाहते हैं कि दोस्ती हमारे जीवन के अंत तक बनी रहे तो समय समय पर हमें संपर्क करना चाहिए हमें टेलीफोन करना चाहिए हमें ई मेल पत्र लिखना चाहिए आमंत्रित करना चाहिए हमें उपहार देना चाहिए हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए हमें पिकनिक के लिए एक साथ जाना चाहिए जैसे कि इन चीजों की आवश्यकता है यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि यह संबंध लंबे समय तक जारी रहना चाहिए अन्यथा यह हमारी प्रकृति है संबंध स्वतः ही मर जाएगा क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम सम्मेलन संगोष्ठी के लिए जा रहे हैं एक पर्यटक पिकनिक स्थल में हम किसी से मिलते हैं और फिर कभी कभी आपको पता चलता है कि हम बातचीत जारी रख रहे हैं और मेल लिख रहे हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं इसलिए यदि वास्तव में कुछ रिश्ते मायने रखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमें नए सिरे से प्रयास करते रहना चाहिए इसे बनाए रखना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए अब रिश्तों की यह विशेषता संबंध लोगों को प्रभावित करती है जो मैंने पहले ही बता दिया है कि इन सभी चीजों से लक्ष्य और व्यवहार प्रभावित होंगे संचार के माध्यम से रिश्ते सक्रिय होते हैं संचार के माध्यम से हम संबंध कैसे सक्रिय कर सकते हैं संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अगर आप किसी के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं तो यह कैसे करेंगे यह बहुत सरल है आपको पहल करनी होगी यदि आप चाहते हैं कि आपके पास संबंध हो आपके कुछ दोस्त बने आप कुछ ऐसे सहयोगियों के साथ कुछ अच्छे संबंध चाहते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि वह बहुत सहायक हो सकता है या वे प्रकृति में बहुत अच्छे हैं या यदि आप किसी आध्यात्मिक गुरु शिक्षक के साथ कुछ संबंध विकसित करना चाहते हैं तो किसी को कुछ प्रयास करने होंगे जिसका अर्थ है हमें बात करनी होगी और फिर मैं यह समझाने जा रहा हूं कि संबंध कैसे बनाएं संबंध बनाने के लिए हमें कई चरणों का पालन करना होगा अब जागरूकता पर बात करते है हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि वास्तव में जागरूक होने के लिए संबंध होना जरूरी है अगला कदम परिचितहोना है परिचिता का मतलब है एक दूसरे को जानना आप किसी को अपना नाम बता रहे हैं और उसका नाम पूछ रहे हैं और फिर यहाँ आता है ग्राउंड ब्रेकिंग इसका मतलब यह है की हम दुसरे इंसानसे उसकी पसंद की बातें कर रहे हैं मान लें कि किसी को क्रिकेट में दिलचस्पी है और आप क्रिकेट के बारे मे बात करना शुरू करते हैं तो किसी को सामाजिक समस्याओं में दिलचस्पी है अगर आप उसके साथ बात करना शुरू करते हैं राप्पोर्ट बिल्डिंगका मतलब है अगर किसी को कुछ समस्या है और यदि आप उन समस्याओं और मुद्दों के साथ उसकी मदद कर सकते हैं तो निश्चित रूप से बहुत आसानी से हम तालमेल का निर्माण कर सकते हैं फिर आगे के मुद्दों का पता लगाएं फिर मुद्दों के साथ बातचीत करें और फिर यह बहुत महत्वपूर्ण आत्म प्रकटीकरण है यह कहा जाता है कि स्व प्रकटीकरण पारस्परिक है इसका मतलब है अगर मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में अपने बारे में कुछ खुलासा करता हूं तो किसी के साथ मेरे व्यक्तिगत रहस्य के बारे में यह उम्मीद की जाती है कि अन्य व्यक्ति अन्य साथी भी उसी बात का खुलासा करेंगे जो व्यक्तिगत मुद्दों व्यक्तिगत समस्याओं परिवार के बारे में गुप्त चीजों के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण है यहां हमको बहुत सतर्क रहना पड़ता है हमें जल्दबाज़ी में दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई बार हम भावनाओं से बाहर अवसाद से बाहर कुछ समस्या से बाहर होते हैं क्या होता है बहुत आसानी से हम किसी के करीब आ जाते हैं यदि व्यक्ति कुछ सहानुभूति दिखा रहा है तो हमें लगता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा है और हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं व्यक्तिगत मुद्दों का खुलासा करना शुरू करते हैं लेकिन यहां हमें बहुत सतर्क रहना होगा स्व प्रकटीकरण बहुत बाद में आना चाहिए हमें पहले उस व्यक्ति का परीक्षण करना होगा कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में अच्छा है हम केवल तभी भरोसा कर सकते हैं हमें इस आत्म प्रकटीकरण मंच पर आना चाहिए और यह भी स्व प्रकटीकरण में परीक्षण की तरह है अगर मैं अपने निजी जीवन के बारे में बहुत सी बातों का खुलासा कर रहा हूं और मैं उससे या उसकी बातों को नहीं सुन रहा हूं तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए वह व्यक्ति मेरी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि आम तौर पर स्व प्रकटीकरण मुझे लगता है कि यह पारस्परिक है और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा तब हम पहचान सकते हैं कि किस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं और अगर ये आपसी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो रिश्ता आगे बढ़ेगा संबंध विकसित होंगे लेकिन अगर इन चरणों में से किसी एक में कुछ टूटने पर कुछ समस्या होने पर और कोई भी अधिक दिलचस्पी नहीं है नहीं सुन रहा है कोई नकारात्मकता नहीं है बातचीत हो रही है कोई आत्म प्रकटीकरण नहीं हो रहा है फिर काफी संभव है कि यह टूट जाए इसलिए ये कुछ ऐसे चरण हैं जिनका हमें बिल्डिंग रिलेशनशिप में पालन करना है और निश्चित रूप से संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यह उसी चीज़ का और स्पष्टीकरण है जो मैंने जागरूकता एक्वैटेन्स ग्राउंड ब्रेकिंग रैपॉर्ट बिल्डिंग एक्सप्लोरेशन के बारे में बताया है इसका मतलब है जानकारी मांगना जानकारी देना बातचीत आत्म प्रकटीकरण यह बांड का गठन करते हैं और आगे के परीक्षण के लिए कम की जरूरत है क्योंकि एक बार जब हम स्व प्रकटीकरण का परीक्षण कर चुके हैं तो कोई और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि आत्म प्रकटीकरण पारस्परिक है पहचान मतलब साथी की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए किए गए प्रयास और साथी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयास इसलिए यदि आप एक दूसरे की पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से संबंध आगे बढ़ेगा अन्यथा यह आगे बढ़ेगा अन्यथा सभी संभावना के साथ यह टूट जाएगा इसलिए टूटना और विकसित होना इन दोनों मामलों में संबंध बनाना जो महत्वपूर्ण है वह संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है प्रारंभिक चरण की जागरूकता से भी क्या महत्वपूर्ण है संचार यदि आप संवाद नहीं कर रहे हैं तो हम संबंध विकसित नहीं कर सकते हैं कैसे संबंध विकसित कर सकते हैं यदि आप किसी के साथ संबंध विकसित करना चाहते हैं तो हमें संवाद करना होगा हमें अपने आप को व्यक्त करना होगा चीजें अपने आप नहीं होंगी कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत अधिक सोचने लगते हैं लेकिन जब स्थिति मांग और अवसर आती है तो वे व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते हैं वे डर से बाहर निकल जाते हैं या निश्चित रूप से वे बहुत शर्मीले हो जाते हैं इसलिए यह संवाद करने की इच्छा भी है जब तक कि हम संवाद नहीं कर रहे हैं अपनी समस्या बता रहे हैं अपने विचार बता रहे हैं अपनी राय बता रहे हैं दूसरे कैसे समझेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण है हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरे समझेंगे नहीं नहीं दूसरे क्यों समझेंगे संवाद करने की इच्छा होनी चाहिए अपने आप को व्यक्त करना चाहिए यहां तक कि कई बार यह भी बताना होगा कि कुछ लोग अपने शर्मीले स्वभाव के कारण भी व्यक्त नहीं करते हैं कि वे किसी से प्यार करते हैं यहां तक कि वे किसी को प्रपोज करना चाहते हैं वे इंतजार और इंतजार करते रहते हैं और वह समय चला जाता है अवसर चला जाता है वे स्थिति और अवसरों को खो देते हैं इसलिए सही समय के साथ सही स्थिति के साथ व्यक्ति को संवाद करने व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए इच्छाशक्ति होनी चाहिए तो आखिरकार में आप रिश्ते में क्या चाहते हैं आप अपने जैसे किसी की तलाश करते हैं आमतौर पर संबंध अगर किसी का स्वभाव और व्यवहार मेरे स्वभाव और व्यवहार के साथ मेल खाता है तो मैं स्वतः ही उसके बहुत करीब हो जाऊंगा तो यह है आप जानते हैं कि ये कुछ बहुत ही स्वाभाविक हैं जैसे कि हम बहुत करीब आते हैं और अगर व्यवहार और प्रकृति या भोजन की आदतें या पसंद और भाषा ये कारक हैं तो लोगों को एक साथ लाते हैं आप ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो आपके लिए कुछ कर सकें हाँ अगर मुझे कोई समस्या हो रही है तो मैं कहाँ जाऊँगा मैं उस व्यक्ति के पास जाऊँगा जो मेरी मदद कर सकता है जो मेरा मार्गदर्शन कर सकता है जो मुझे सुझाव दे सकता है जो कुछ समाधान खोज सकता है इसलिए हमें कुछ लोगों की जरूरत है हमें कुछ संबंध विकसित करने हैं मैं उस मित्र के पास जा सकता हूं जब हम मुश्किलों में हैं जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं उससे संपर्क करते हैं ओह वह मदद कर सकता है और हम उस विशेष आंदोलन में बहुत राहत महसूस करते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो आपकी मदद कर सके आपको संतुलन में रख सके हां कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं पेशेवर समस्याएं पारिवारिक समस्याएं हो रही हैं और फिर हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है इसलिए हम उन लोग के पास जाते हैं और इन स्थितियों में अगर कोई वहां आ रहा है और सांत्वना दे रहा है और कह रहा है चिंता मत करो मैं वहां हूं तो हम बहुत राहत महसूस करते हैं हमें अच्छा लग रहा है आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गतिशील और मिलनसार है इसका मतलब है जो गतिशील है जो मदद कर सकता है जो हमारी समस्याओं को समझ सकता है और जो मिलनसार भी है रिश्ते अन्य व्यक्तियों दूसरों के व्यवहार को समझ सकता है और हमारी जरूरत में मदद कर सकता है हमेशा यह अच्छा होता है और हमें इस प्रकार के लोगों की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि हमारे जीवन में संबंध बहुत मायने रखता है कि क्या यह संघर्ष से संबंधित है यह व्यक्तिगत समस्याओं पारिवारिक समस्याओं से संबंधित है हमेशा हमें संबंध विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जो भी आप जो संबंध बना रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि रिश्ते का रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है और इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है हमारा संचार व्यवहार हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए हमें अपने संचार व्यवहार में बहुत सतर्क रहना चाहिए और यह संचार व्यवहार है जिसके साथ हम अपने जीवन को आसान आरामदायक बना सकते हैं हम खुश रह सकते हैं और हम दूसरों को खुश कर सकते हैं तो यह वास्तव में ईश्वर का वरदान है कि यदि हमारे संचार के बारे में हमारे बोलने के बारे में इसका अर्थ दिया जाए इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा आपका बहुत धन्यवाद